एन पी टी ई एल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत बायोरिएक्टर्स के पाठ्यक्रम पर व्याख्यान 9 में आपका स्वागत है व्याख्यान 8 में अभ्यास समस्या 22 के हल पर ध्यान देगें मॉड्यूल 2 हमने बायोरिएक्टर जीवभार उत्पाद और एंजाइम या किण्वक से संबंधित पहलू एंजाइम अभिक्रिया से उत्पाद निर्माण पर चर्चा की थी अंतिम पहलू में जीवभार या कोशिका क्रियाधार और उत्पाद की सांद्रता और मापन विधियाँ शामिल है हम देखेंगे कि किस प्रकार जीवभार और क्रियाधार एवं उत्पाद की सांद्रता गतिकी रूपरेखा और कार्यप्रणाली रिएक्टर के संदर्भ में महत्वपूर्ण है इसलिए जीवभार और क्रियाधार एवं उत्पाद की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए सही मापन विधियों की आवश्यकता है कुछ सामान्य मापन विधियाँ स्लाइड समय 0150 पर प्रदर्शित है ऑन लाइन और ऑफ लाइन मापन की दो विधियाँ हैं ऑन लाइन अर्थात बायोरिएक्टर बाधित या अशांत नहीं है इसमें ऑन लाइन मापन की जाती है क्योंकि प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संचालित होती है ऑफ लाइन में बायोरिएक्टर से नमूना लेते हैं और इन्हें प्रणाली से बाहर मापते हैं इसीलिए इसे ऑफ लाइन विधि कहा जाता है कुछ ऑन लाइन विधि पर बात करते हैं इस विधि के माध्यम से बायोरिएक्टर को बाधित किए बिना वांछित बिंदु पर मापन किया जा सकता है वास्तविक अर्थपूर्ण जानकारी ऑन लाइन विधि से प्राप्त कर सकते है लेकिन ऑन लाइन विधि के लिए कुछ ही विश्वसनीय मापन विधियाँ उपलब्ध हैं और यही सिमित साधन ऑन लाइन विधि के उपयोग में कठिनाई पैदा करती है उदाहरण के लिए यदि कोशिका को मापते हैं तब ऑन लाइन विधि के अंतर्गत प्रतिदीप्त विधि का उपयोग किया जा सकता है इस विधि में कोशिका के अंदर एक अणु के प्रतिदीप्त को मापा जाता है यह अणु एन ए डी एच है एन ए डी एच का पूरा नाम निकोटिनामाईड एडिनाइन डाईनुक्लियोटाईड है जो इसका हाइड्रोजनीकृत रूप हैं एनएडीएच प्रतिदीप्त उत्पन्न करने में सक्षम है जबकि एन ए डी नहीं है एन ए डी एच स्तर कोशिका सांद्रता का प्रत्यक्ष संकेत है उच्च एनएडीएच प्रतिदीप्त और उच्च कोशिका सांद्रता का संबंध स्थापित कर कोशिका सांद्रता ज्ञात की जा सकती है एनएडीएच प्रतिदीप्त कोशिका सांद्रता में वृद्धि के समानुपाती होता हैं प्रतिदीप्त युक्त कोशिका संवर्धन प्रतिदीप्त संवर्धन कहलाता है प्रतिदीप्त को मापने के लिए बायोरिएक्टर के विशेष कूपक में प्रोब रखी जाती है सामान्यतः प्रकाशीय प्रोब का उपयोग किया जाता है एनएडीएच के लिए आदर्श तरंगदैर्ध्य युग्म 340 460 नैनोमीटर है अर्थात उद्दीपन तरंगदैर्ध्य 340 नैनोमीटर है उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य 460 नैनोमीटर पर मापते है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर में नमूना को मापने के लिए उपयुक्त क्युवेट की आवश्यकता होती है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर में 340 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य भेजने और 460 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य पर में रखे नमूने को मापने के लिए नियंत्रित स्वचालित विधि का प्रयोग होता है बायोरिएक्टर में आमतौर फाइबर ऑप्टिक प्रोब का इस्तेमाल होता है जो स्पेक्ट्रा फ्लोरीमीटर के साथ जुड़ा होता है फाइबर ऑप्टिक बंडल स्पेक्ट्रा फ्लोरीमीटर में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य के वाहक के रूप में कार्य करते हैं उत्सर्जित तरंगदैर्य्ध बायोरिएक्टर में ओपन एंडेड ज्योमेट्री के माध्यम से मापा जाते हैं 460 नैनोमीटर पर उत्सर्जित तरंगदैर्य्ध फाइबर ऑप्टिक प्रोब के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो स्पेक्ट्रा फ्लोरीमीटर से मापा जाता है कोशिका सांद्रता को संवर्धन प्रतिदीप्त या एनएडीएच प्रतिदीप्त के आधार पर मापा जा सकता है कोशिका की चालकता को मापने के लिए भी प्रोब्स है परंतु उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करना कठिन है विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग ऑन लाइन विधि में किया जा सकता है क्रियाधार और उत्पाद सांद्रता के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटीग्रेटेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऑन लाइन विधि है बायोरिएक्टर से नमूना एकत्रित कर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफ्लुरोमीटर से मापा जाता है कुछ स्थितियों में क्रियाधार और उत्पाद के लिए प्रतिदीप्त अवशोषण का उपयोग कर सकते हैं नियर इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक पर संजय तिवारी द्वारा किये गये कार्य का शोध पत्र प्रकाशित है इस पत्र को पीएचडी थीसिस PhD thesis के एक भाग से विकसित किया गया था और इसे उद्योगों में लागू भी किया गया था विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में इसकी उपयोगिता समझी जा सकती है विशेष स्थिति में यदि कोई उद्योग क्रियाधार को निम्नतम आवश्यक स्तर पर उपयोग करना चाहता है क्योंकि क्रियाधार कोशिका के औद्योगिक उत्पाद टॉक्सिक है इस स्थिति में क्रियाधार को एक निश्चित निम्न सांद्रता पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो लगभग 25 से 5 मिलिमोलर है इस स्थिति में यदि क्रियाधार की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता को एक निश्चित अनुपातिक स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता है अन्यथा क्रियाधार का उत्पाद पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है अब उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं बायोरिएक्टर या प्रोडक्शन रिएक्टर से नमूना लेते है और एचपीएलसी से नमूने की जाँच करते है यहाँ उत्पादन इकाई बड़ी होने के कारण नमूने को एकत्रित कर प्रयोगशाला में जांचते है जिसमे लगभग 20 से 25 मिनट समय लगता है इस बीच उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है और यह कोशिका के लिए विषाक्त हो जाता है इस प्रकार की स्थिति में निश्चित रूप से ऑन लाइन मापन की आवश्यकता होती है इस मापन विधि से इकाई समय की वास्तविक सांद्रता ज्ञात करना असान होता है जिससे उत्पाद स्तर को उचित स्वीकार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई किया जा सकता है इसी रेखा में शोधार्थी संजय ने हमारे साथ एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर कार्य किया और एक विशिष्ट युक्ति विकसित किया जो उद्योगों में उपयोगी था इस विशिष्ट युक्ति बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित किया गया था छात्र रुचि अनुसार प्रकाशक की वेबसाइट पर जाकर शोध पत्र देख सकते है वायवीय बायोरिएक्टर सिस्टम में उचित वायु प्रवाह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं बायोरिएक्टर सिस्टम से CO2 O2 और N2 गैस निकलती है जिसे ऑन लाइन विधि से मापा जा सकता है आमतौर पर ऑफ लाइन विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है हालांकि ऑफ लाइन तंत्र के साथ कुछ कठिनाइयां हैं जिसे हमने पूर्व में ऑन लाइन विधि के उपयोगिता के रूप में देखा कुल कोशिका सांद्रता के ऑफ लाइन मापन विधि को देखतें हैं कुल कोशिका सांद्रता या कोशिका समूह पर विचार करें तब इसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है हम केवल जीवित कोशिका पर विचार करते है क्योंकि जीवित कोशिका ही उत्पाद निर्माण में योगदान दे रही हैं जीवित कोशिका सांद्रता के परिपेक्ष्य जीवित कोशिका का प्रतिशत 97 से 98 होता है वास्तव में जीवित कोशिका सांद्रता या एनी कोशिका सांद्रता का पालन करना आवश्यक नहीं हैं लेकिन सैद्धांतिक रूप से इनका अनुसरण महत्वपूर्ण हो सकता है इस प्रकार हमें कुल कोशिका सांद्रता और जीवित कोशिका सांद्रता के मध्य अंतर करना लाभकारी हो सकता है ओडी या प्रकाशीय घनत्व कुल कोशिका सांद्रता को मापने की सरल आधारभूत विधि है ओडी का पूरा नाम ऑप्टिकल डेंसिटी है ओडी के सम्बंध में स्लाइड समय 1159 का अवलोकन करें यह मापन का प्रस्तुतिकरण करता जिस पर इसी व्यख्यान में चर्चा करेंगे कोशिका के शुष्क द्रव्यमान को मापने के नमूना लेकर उसे पूर्ण रूप से शुष्क किया जाता है और फिर द्रव्यमान मापा जाता है चूँकि द्रव्यमान का सम्बंध निश्चित आयतन से है अतः आयतन के सन्दर्भ में कोशिका के द्रव्यमान से कुल सांद्रता की गणना की जा सकती है इसके लिए पैक्ड सेल वॉल्यूम का उपयोग भी किया जा सकता है आमतौर पर उद्योग के सन्दर्भ में सांद्रता कोशिका के विलयन में नहीं अपितु कोशिका में व्याप्त होता है इस प्रकार कुछ उद्योग में कुल कोशिका सांद्रता को मापने के लिए पैक्ड सेल वॉल्यूम उपयोग किया जाता है आयतन वह हिस्सा है जो कोशिका के द्वारा अधिकृत है विशेष रूप से मोल्ड्स के सन्दर्भ में हाइफी का सतत् विस्तार होता हैं इसलिए इसमें कोशिका की संख्या बढ़ती हुई वृद्धि या सांद्रता के सूचक नहीं हो सकते है क्योंकि यहाँ हाइफी के विस्तार के माध्यम से द्रव्यमान बढ़ रहा है इस तरह के जीवो के लिए कोशिका सामग्री को मापते हैं प्रकाशीय घनत्व को मापने हेतु स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है वास्तव में यह इसमें कोशिका प्रकीर्ण को मापते है कोशिका अवशोषण नहीं मापते है क्युवेट में कोशिका निलंबन मापन स्तर तक भरते है और फिर एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कोशिका प्रकीर्ण मापते है कोशिका का आकार माइक्रोन में मापते है इसलिए माई स्कैटरिंग रेंज प्रभावी रूप से कोशिका प्रकीर्ण के लिए लागू होता है कोशिका प्रकाश प्रकीर्ण संसूचक को भेजा जाता है जहाँ प्रकीर्णन प्रकाश को मापते है प्रकीर्णन प्रकाश कोशिका सांद्रता के समानुपाती होता है यहाँ कोशिका प्रकाश अवशोषण नहीं अपितु कोशिका प्रकाश प्रकीर्ण प्रभावी है प्रकाशीय घनत्व को मापने के लिए ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है यह कहना अनुपयुक्त है लेकिन सिद्धांत के संदर्भ में यह एक अच्छी तरह से स्वीकार्य शब्द है ध्यान देने योग्य जानकारी यह है कि यहाँ प्रकाश प्रकीर्ण कोशिका सांद्रता के समानुपाती होता है यही कारण है कि मापने के लिए 600 नैनोमीटर का उपयोग किया यहाँ प्रकीर्ण का सिद्धांत लागू होता है वस्तु या कोशिका की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन अधिकतम होता होती हैं क्योंकि तरंग दैर्ध्य कोशिका द्वारा को अवशोषित नहीं किया जाता है इसलिए हम 500 से 600 नैनोमीटर की सीमा में तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते है कुछ मामलों में 450 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का भी उपयोग किया है 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का उपयोग सबसे अधिक प्रचलित है शुष्क कोशिका सांद्रता मापन के पूर्व केलिब्रेशन कर्व महत्वपूर्ण है शुष्क कोशिका सांद्रता मापन के लिए नमूना एकत्रित कर रात्रि में निर्वात ओवन में रखकर कोशिकाओं को शुष्क कर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है विशेष आयतन में मौजूद शुष्क कोशिका सांद्रता ज्ञात करने के लिए कोशिका को शुष्क कर उसका ओडी मापते है इसके लिए विभिन्न शुष्क कोशिका सांद्रता के मान का ओडी से सम्बंध स्थापित करते हैं इससे एक निश्चित सीमा में सीधी रेखा प्राप्त होती है जो केलिब्रेशन कर्व या अंशांकन वक्र कहलाता है केलिब्रेशन कर्व का उपयोग करके संबंधित शुष्क कोशिका सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं मापन के दौरान लीनियर रेजिम या रेखीय पथ पर ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ लिनियेरिटी के दो पहलू हैं यदि शुष्क कोशिका सांद्रता बनाम ओडी का ग्राफ खींचते हैं तब एक निश्चित बिंदु तक ग्राफ रेखीय होता है एक निश्चित शुष्क कोशिका सांद्रता के ऊपर रेखीयता टूटती है जो प्रकृति का नियम है ग्राफ जब शुष्क कोशिका सांद्रता के ऊपर रेखीय होता है इसके बाद संतृप्त अवस्था आती है हमें संतृप्त अवस्था क्षेत्र में काम नहीं करना है हमे अपने मापन कार्यक्षेत्र को रेखीय क्षेत्र में सीमित रखते हैं सरल शब्दों में हमें केवल रेखीय क्षेत्र को मापने की आवश्यकता है यदि रेखीय क्षेत्र उच्च ओडी श्रेणी में होता है तब हमें इस श्रेणी के ओडी के उचित आंकड़ो को प्राप्त करने के लिए नमूने को तनुकृत करना चाहिए अंत में गणना के समय शुष्क कोशिका सांद्रता की अवलोकित ओडी को डाइल्यूशन फैक्टर या तनुकरण गुणक से गुणा कर वास्तविक ओडी प्राप्त किया जाता है सही मापन के लिए संदर्भ पुस्तक या जानकर शिक्षक की सहायता ले सकते है संसूचक क्षेत्र में रेखीयता की कमी का कारण यह है कि कभी कभी संसूचक तक पहुँचने वाली प्रकाश की मात्रा एक निश्चित स्तर से नीचे चली जाती है या प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक होती है तब संसूचक संतृप्त हो जाता है इस प्रकार संसूचक संतृप्तता के क्षेत्र में नहीं किया जाता हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 01 से लगभग 10 के बीच की ओडी मान के साथ काम करना चाहिए अतः रेखीय क्षेत्र और सामान्य संसूचक क्षेत्र में कार्य करना उचित है हालांकि अधिकतम मान स्पेक्ट्रोमीटर पर भी निर्भर करता हैं मापन के दौरान कार्बनिक और अकार्बनिक लवण व क्रियाधार भी हस्तक्षेप करते है क्योंकि हम मापन के लिए जो नमूना ले रहे उसमे कोशिका के साथ ब्रोथ भी है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक लवण व क्रियाधार उपस्थित हैं चूँकि हम सभी को साथ में शुष्क करते हैं तब ब्रोथ में कोशिका के अलावा जो कुछ भी घुलनशील वह द्रव्यमान के मापन में योगदान करता है अतः शुष्क कोशिका के मापित द्रव्यमान में शुष्क कोशिका लवण अन उपयोगित क्रियाधार और अन्य पदार्थ हो सकते है इसलिए उपयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत हम लवण और क्रियाधार के द्रव्यमान का विवरण भी ले सकते हैं ओडी को मापते समय हमें ऊपर चर्चित पहलुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता है सन्दर्भ स्लाइड समय 1824 में 14 बिंदु पर ओडी मेज़रमेंट से सम्बंधित वीडियो का लिंक प्रदर्शित है जिसमे ओडी मेज़रमेंट के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रयोग कर सकते है सन्दर्भ स्लाइड समय 1842 के अनुसार पैक्ड सेल वॉल्यूम को कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में लेते है मोल्ड के सन्दर्भ में कोशिका अवयव को मापते है कोशिका अवयव प्राप्त करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करते हैं कोशिका के आयतन को कुल आयतन से भाग देकर पैक्ड सेल वॉल्यूम प्राप्त करते है उद्योगों में इस विधि का उपयोग किया जाता है मोल्ड विभाजन की जगह वृद्धि के लिए सतत् हाइफी विस्तार से बढ़ते है इसमें कोशिका के डीएनए कुल नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की मात्रा को मापते है यदि डीएनए का प्रतिशत प्रति कोशिका स्तर पर अधिक नहीं है तब इसे कोशिका सांद्रता के समानुपातिक मापन के लिए प्रयोग कर सकते है यहाँ कोशिका अवयव कोशिका सांद्रता के मापन का आधार है विशिष्ट कोशिका अवयव महत्व के क्रम में डीएनए कुल नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स हैं डीएनए को सामान्यतः उपयोगिता के क्रम में वरीयता दी जाती है क्योंकि यह कोशिका चक्रण के विभिन्न चरणों के दौरान अधिक भिन्न नहीं होता है कोशिका चक्रण के पहले कुल नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को मापते है और इसमें भिन्नता कोशिका सांद्रता के अनुपात में बढती है जीवित कोशिका के सांद्रता को मापने की विधियों देखते हैं विधि का सिद्धांत हैं

प्लेटिंग सिद्धांत के अनुसार निश्चित निम्न सांद्रता में कोशिका को ठोस अगार माध्यम में प्रवेशित कराते हैं कुछ दिनों तक कोशिका विभाजन करती हैं एक निश्चित सीमा तक विभाजन के बाद कोशिका समूह दिखाई देते हैं इस प्रक्रिया में एक कोशिका से दो कोशिका दो कोशिका से चार कोशिका चार कोशिका से आठ कोशिका बनती हैं और इसी तरह लाखों कोशिकाएं निर्मित हो जाती है जो समूह का निर्माण करती है जो नग्न आँखों से दिखाई देती हैं हम समूह की संख्या को गिन सकते हैं यह मानते हुए कि प्रत्येक समूह एकल कोशिका से उत्पन्न होती है अतः समूह की संख्या का कोशिका की संख्या से संबंध स्थापित कर सकते हैं यह प्लेटिंग के समय कोशिकाओं की संख्या को दर्शाता है प्लेटिंग विधि में एक रात्रि का समय लगता है क्यूंकि जीवाणु को उचित तापमान पर रखते है और वे तेजी से बढ़ते हैं तब रात्रि उपरांत समूह निर्माण होता है इस विधि का प्रयोग जीवित कोशिका की गणना के लिए किया जा सकता है क्योंकि समूह निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि समूहों या कॉलोनिस की संख्या के आधार पर कोशिका सांद्रता मापनीय है यहाँ सन्दर्भ स्लाइड समय 2319 में पंद्रहवे नंबर पर ट्रीपैन ब्लू एक्सक्लूशन मेथड के लिए विडियो है सोलहवें नंबर पर जीवित कोशिका मापन के लिए वीडियो हैं जिसे मापन विधि के विस्तृत जानकारी हेतु छात्र देख सकते हैं

क्रियाधार और उत्पाद सांद्रता के लिए विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जा सकता है जैसे एब्सोर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी विशेष तरंगदैर्ध्य पर अवशोषित होने वाले अणु की सांद्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है फ्लुरेसेंस या प्रदीप्त के अंतर्गत हमने एनएडीएच प्रदीप्त और प्रदीप्त क्रियाधार का इस पद्धति में मापन के लिए उपयोग किया जा सकता हैं इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमे नियर आईआर विधि की पूर्व में चर्चा की गयी थी एनएमआर या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ईपीआर या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी का उपयोग किया जा सकता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों का उपयोग क्रियाधार और उत्पाद की सांद्रता के ऑफ लाइन मापन के लिए किया जा सकता है क्रोमैटोग्राफिक विधियों के अंतर्गत गैस क्रोमैटोग्राफी एचपीएलसी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है मुझे लगता है कि हम एक मॉड्यूल के अंत में आ गए हैं बहुत ही संक्षेप में हमने मॉड्यूल 2 में क्या किया है मॉड्यूल 2 का मुख्य विषय जैव प्रक्रिया में शामिल जीवभार और जैव उत्पाद का विस्तृत विवरण था हमने इसमें उत्पाद का विवरण कोशिका निर्माण की दर और कुछ सरल मॉडल्स को विस्तृत रूप में देखा क्रियाधार क्या हैं यह कैसे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और क्रियाधार वृद्धि दर को कैसे प्रभावित करता है हमने इन सभी के लिए विभिन्न मॉडल को देखा सन्दर्भ स्लाइड समय 2541 में मोनोड मॉडल के माध्यम से क्रियाधार और वृद्धि दर पर एक दूसरे का प्रभाव दर्शाता है मोनोड मॉडल क्रियाधार और वृद्धि दर के मध्य संबंध का सबसे सरल प्रस्तुतिकरण है सन्दर्भ स्लाइड समय 2552 में S P और µ के लिए विभिन्न प्रस्तुतिकरण है सन्दर्भ स्लाइड समय 2555 में उत्पाद निर्माण हेतु लुडकिंग पाईरेट मॉडल का समीकरण है rpαrxβx सन्दर्भ स्लाइड समय 2607 में उपज गुणांक और कोशिका निर्वाह की संकल्पना सूत्र है कुछ किण्वक औद्योगिक रूप में उपयोग किए जाते हैं जो सन्दर्भ स्लाइड समय 2613 में दिए गए है बायोरिएक्टर में किण्वक जैव परिवर्तन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं इसके लिए किण्वक की गतिकी को समझना आवश्यक है इसके लिए हमने माइकलिस मेन्टेन गतिकी को व्युत्पत्ति सहित विस्तार से देखा पूर्व में गतिकी अवरोधक के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी गैर प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी पर चर्चा कर चुके है हमने सन्दर्भ स्लाइड समय 2640 पर प्रदर्शित समस्या को हल किया वर्तमान व्याख्यान में जीवभार या कोशिका क्रियाधार और उत्पाद की सांद्रता को मापने के विभिन्न के तरीकों पर चर्चा की ऑन लाइन और ऑफ लाइन सांद्रता मापन दो प्रमुख विधि है 3 के साथ चर्चाओं को आगे ले जाएंगे